तो हम फ्रिकवेंसी रिस्पांस पर आधारित कंट्रोलर ट्यूनिंग को देखते हैं जैसा मैंने कहा कि यह मजबूत नियंत्रण डिजाइन के डोमेन के अंतर्गत आती है तो जिस में हम रुचि रखते हैं वह है जैसे हम कहते हैं कि हमारी प्रोसेस एक ट्रांसफर फंक्शन के रूप की है और आप कंट्रोलर को डिजाइन करने के लिए कोई भी अनुमानित विधि का उपयोग कर सकते हैं वास्तव में यदि Kp परिवर्तित होता है जैसे हम कहते हैं कि Kp 5 बढ़ता है या आपका डेड टाइम का स्थायित्व बनाए रखेगा इसलिए यदि आपका कंट्रोलर प्रोसेस पैरामीटर्स के संदर्भ में इतने बड़े बदलाव को संभाल सकता है तो आप कह सकते हैं कि संबंधित कंट्रोलर को मजबूत रूप से डिजाइन किया गया है और यदि नहीं तो आप कहेंगे कि यह मॉडलिंग त्रुटियों के लिए या पैरामीटर मान में त्रुटियों के लिए यह मजबूत नहीं है क्योंकि यह मॉडल सामान्यतया डाटा से प्राप्त किए जाते हैं और यह वास्तविकता को अधिक मात्रा में पकड़ नहीं सकते इसलिए यहां हमेशा संभावना होती है की इन पैरामीटर्स के साथ कुछ त्रुटियां हो सकती हैं इसलिए आपका कंट्रोलर पैरामीटर में होने वाले इन बदलावों को संभालने वाला होना चाहिए तो यदि आप इस प्रकार डिजाइन करना चाहते हैं तब यह आपको प्रोसेस पैरामीटर के वेरिएशन के रूप में एक निश्चित स्वतंत्रता देता है और इस विशिष्ट विधि को मजबूत कंट्रोलर डिजाइन के रूप में जाना जाता है और हम देखेंगे की फ्रिकवेंसी रिस्पांस क्या है और स्थायित्व के रूप में इसकी भूमिका क्या है और इसका स्थायित्व के साथ क्या संबंध है यह देखेंगे तो हमने देखा है कि यदि आपके पास एक प्रोसेस है जिसे आप साइनसॉइड प्राप्त होगा और यह स्थायित्व से कैसे संबंधित है तो स्थायित्व के लिए या मैं कहूंगा कि सीमांत स्थायित्व या सीमित स्थाई सीमा जो हम क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी 1 हो वह सिस्टम सीमित स्थायित्व पर है इसलिए स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए यह दो संभावनाएं हैं पहला विकल्प है फेज -л पर आप AR को 1 रखते हैं इसलिए स्वता ही आप सुनिश्चित करते हैं कि सिस्टम स्थाई है स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए दूसरा तरीका है कि जब आपका एंप्लीट्यूड रेश्यो के हैं इसलिए यदि आपका एंप्लीट्यूड रेश्यो है और आप कोई भी इन्हीं स्थितियों को स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं इसलिए यह दोनों स्थितियां फ्रिकवेंसी रिस्पांस पर आधारित डिजाइन के संदर्भ में दो डिजाइन पैरामीटर देंगी इसलिए एक को गेन मार्जिन भी उतना ज्यादा होगा तो आमतौर पर गेन मार्जिन में किसी भी अनिश्चितता का मुकाबला करने के लिए डाल रहे हैं इसी प्रकार हम फेज -л होगा और इस कारण आप स्थायित्व का निर्धारण कर सकेंगे और फेज मार्जिन जितना ज्यादा होगा डेड टाइम में त्रुटि के लिए टॉलरेंस उतना ही ज्यादा होगा तो यह डेड टाइम और फेज मार्जिन के चुनाव द्वारा हमें कंट्रोलर पैरामीटर पर आधारित समीकरण प्राप्त होंगे जोकि Kc τI और τD होंगे और तब उसके अनुसार हम कंट्रोलर पैरामीटर के मानो का चुनाव कर सकते हैं जो एक निश्चित न्यूनतम गेन मार्जिन और न्यूनतम फेज मार्जिन को सुनिश्चित करेगा आमतौर पर फेज मार्जिन л6 या 30o काफी आम है तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये अनिश्चितताओं से कैसे संबंधित हैं चलिए तो हम कहते हैं कि हमारा ट्रांसफर फंक्शन है जिसके लिए हमने कंट्रोलर को डिजाइन किया है इसलिए यह ट्रांसफर फंक्शन है जो डिजाइन के लिए उपयोग में लाया जाता है और हम कहते हैं वास्तविक ट्रांसफर फंक्शन है गेन के रूप में कुछ निश्चित त्रुटि रखता है τ समान रहता है और डेड टाइम के रूप में निश्चित अनिश्चितता रखता है इसलिए यह अनिश्चितता 1 ε के प्रति कोई योगदान नहीं करने वाला है इसलिए 1ε वास्तविक का एंप्लीट्यूड रेश्यो बटे कंट्रोलर ट्रांसफर फंक्शन का एंप्लीट्यूड रेश्यो यहां ट्रांसफर फंक्शन वह है जो कंट्रोलर डिजाइन के लिए उपयोग किया जाता है इसलिए स्थायित्व के लिए जब ω ωcross over तब हम चाहते हैं ARG actual 1 हो इसलिए सीमांत स्थायित्व पर ARG actual 1 हो इसलिए आप दिखा सकते हैं कि गेन मार्जिन के बराबर है इसलिए गेन मार्जिन किसी भी प्रकार की अनिश्चितता जो की प्रोसेस गेन के लिए एक स्थिति बना सकते हैं इसलिए यदि हम देखते हैं की phase of Gactual phase of Gp delta ωcross over और अब हम चाहते हैं कि ω पर स्थायित्व के लिए जब φ л AR1 तो हम कह सकते हैं कि л phase of Gp जब AR1 delta ω इसलिए जब AR1 तब delta ω лphase of Gp जो कि फेज मार्जिन का चुनाव कर सकते हैं और उसके अनुसार हम कंट्रोलर के पैरामीटर को प्राप्त कर सकते हैं चलिए हम देखते हैं कि एक साधारण उदाहरण के लिए इस फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ट्यूनिंग विधि होगा

इसलिए हम kc को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कंट्रोलर को डिजाइन करना ताकि हमारे पास कम से कम 2 का गेन मार्जिन हो और л6 या 30 डिग्री का फेज मार्जिन हो तो चलिए हम देखते हैं कि यदि डिजाइन के रूप में हमारा लक्ष्य है कि इस कंट्रोलर पैरामीटर kc जो कि यहां एक एकल पैरामीटर हैका मान कैसे प्राप्त किया जाए तो चलिए हम सबसे पहले पता लगाने की कोशिश करते हैं कि संगत एंप्लीट्यूड रेश्यो और फेज के लिए समीकरण है तो इन्हें प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इसे गेन मार्जिन के लिए कैसे डिजाइन कर सकते हैं तो हम जानते हैं कि गेन मार्जिन एंप्लीट्यूड रेश्यो कम से कम 2 चाहते हैं तो इसके उपयोग द्वारा हम एंप्लीट्यूड रेश्यो kc से छोटा या बराबर होना चाहिए यदि में कोई भी कंट्रोलर गेन क्या है इसलिए हम AR1 पर π6 काफेज मार्जिन का उपयोग करेंगे जो πφ के बराबर है तो यह हमें AR1 पर फेज देता है जो 5 π6 प्राप्त होता है इसलिए अब हमारे पास फेज के लिए समीकरण है इसलिए हम लिखेंगे की 5 π6 tan 1 के लिए kc प्राप्त होगा जो 35944 प्राप्त होता है इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि फेज मार्जिन पर आधारित है और एक गेन मार्जिन पर आधारित है इसलिए इन दोनों बाधाओं को पूरा करने के लिएहमारा गेन मार्जिन का उपयोग किया तो सार के रूप में हमने यह पूरा फीडबैक कंट्रोल डिजाइन सिस्टम क्या है और आप उन्हें कैसे जोड़ते हैं समस्या का दूसरा भाग है एक चयन समस्या जहां क्या कंट्रोल करने की आवश्यकता है के आधार पर किस प्रकार का सरल कंट्रोलर उपयोग में लाया जाना है क्या यह P कंट्रोलर होना चाहिए PI कंट्रोलर या एक PID कंट्रोलर अंत में हमने 4 विभिन्न विधियां देखी जिसमें हम फीडबैक कंट्रोलर जो हमने अभी देखी हो सकती है और इस प्रकार आप कंट्रोलर पैरामीटर के मानो का चयन कर सकेंगे इसलिए हम यहां रुकेंगे धन्यवाद